अभिवादन TALG के मॉड्यूल 1 की इकाई 10 में आपका स्वागत है टीचिंग एंड लर्निंग इन जनरल प्रोग्राम्स यूनिट 9 में हमने कॉग्निटिव स्तरों में आउटकम की प्रकृति का पता लगाया जिसमें अप्लाई एनालाइज इवेलुएट और क्रिएट शामिल हैं हमने यह भी नोट किया कि कॉग्निटिव स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों का उपयोग एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी में परिभाषित किया है इसलिए हम सभी शिक्षकों से अनुरोध करते हैं क्योंकि शिक्षा हमारा व्यवसाय है एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी द्वारा परिभाषित अंडरस्टैंड एनालाइज इवेलुएट और क्रिएट जैसे शब्दों का उपयोग करना हमने यह भी कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में छह कॉग्निटिव स्तरों की कई उप प्रक्रियाओं का संयोजन शामिल है हमने नोट किया कि प्रत्येक कॉग्निटिव स्तर में कई उप प्रक्रियाएँ होती हैं इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ संयोजन शामिल है और कुछ अनुक्रम में उप प्रक्रियाएं जो छह कॉग्निटिव स्तरों के अंतर्गत आती हैं वह है जिसे याद रखने की आवश्यकता है अब यूनिट 10 में हम ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियों की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कॉग्निटिव डोमेन दो आयामों की विशेषता है एक कॉग्निटिव प्रोसेसेस है दूसरा कैटेगरी ऑफ नॉलेज है जिस क्षण नॉलेज जैसा शब्द आता है यह अंग्रेजी के कई अन्य शब्दों की तरह है हम इन शब्दों का उपयोग करने में सहज हैं जब तक कोई आपको परिभाषित करने के लिए जोर नहीं देता जिस क्षण आप पूछते हैं कि नॉलेज क्या है और आप समझाने की कोशिश करते हैं हर किसी के पास एक मुद्दा होगा जब भी हम शब्द को सुनते हैं सहज महसूस करते हैं तो हम सहज प्रतीत होते हैं किसी वाक्य में प्रयुक्त नॉलेज या नॉलेज का उपयोग करने में लेकिन हो सकता है कि हमारी कुछ निहित परिभाषा हो जो हम सामान्य रूप से भी स्पष्ट रूप से बहुत अनिच्छुक होते हैं और यह समझ में आता है क्योंकि नॉलेज को चिह्नित करने की समस्या दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान का एक स्थायी प्रश्न है विशेष रूप से पिछले कई 1000 वर्षों से दर्शनशास्त्र आज भी आम तौर पर इस बात की कोई सहमति नहीं है कि नॉलेज का गठन क्या होता है और क्या ट्रू नॉलेज कहा जाता है नॉलेज को सीखने वाले के द्वारा व्यवस्थित और संरचित किया जाता है अब हमारे संदर्भ में जिसे हम कॉग्निटिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट परंपरा कहते हैं हम फिर से विस्तृत नहीं करेंगे कि यह कॉग्निटिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट परिभाषा क्या है लेकिन यह वह पृष्ठभूमि है जहां से हम अब नॉलेज को वर्गीकृत कर रहे हैं अब एक बात सच है हम यह भी स्वीकार करेंगे कि नॉलेज विशिष्ट डोमेन है और इसे प्रासंगिक बनाया गया है इसलिए आज जो नॉलेज बनता है उसे कुछ समय बाद नॉलेज नहीं माना जा सकता है हम इसके बारे में नहीं जानते हैं हम इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि एक या दो दशक बाद भी उसी चीज को नॉलेज माना जाएगा नॉलेज की चार कैटेगरी हैं जो सभी विषयों पर लागू होती हैं जिसमें सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम पेशेवर कार्यक्रम शामिल हैं हम उन्हें फेक्चुअल कांसेप्चुअल प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव कहते हैं आइए नॉलेज की इन चार कैटिगरीज को देखें पहला एक फेक्चुअल नॉलेज है जो समझने में काफी सरल है बुनियादी तत्वों के छात्रों को जानना चाहिए कि क्या उन्हें शिक्षण से परिचित होना है या इसमें किसी भी समस्या का समाधान करना है और यह नॉलेज अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर मौजूद है उदाहरण के लिए फेक्चुअल नॉलेज के उप प्रकार क्या हैं नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी इसका मतलब है हम दिए गए शिक्षण में एक विशिष्ट तरीके से कुछ शब्दों अंकों संकेतों कुछ प्रतीकों और कुछ सचित्र प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं तो उस हद तक यह एक टर्मिनोलॉजी है तो टर्मिनोलॉजी से परिचित होना है जब मैं बल जैसे शब्द का उपयोग करता हूं तो बल एक शब्द है इसलिए मैं हमेशा उसी संदर्भ में इसका उपयोग कर रहा हूं नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डीटेल्स जिसमें डिस्क्रिप्टिव और प्रिसक्रिप्टिव डेटा शामिल हैं डिस्क्रिप्टिव का अर्थ है क्या है इतना वजन कुछ सामग्री का घनत्व इतना है कि यह डिस्क्रिप्टिव डेटा है प्रिस्क्रिप्टिव डेटा का मतलब होगा कि आप कह रहे हैं कि यह इतना होना चाहिए मैं बता रहा हूं तो डिस्क्रिप्टिव और प्रिसक्रिप्टिव दोनों डेटा फेक्चुअल नॉलेज की कैटिगरी हैं अब टर्मिनोलॉजी उदाहरण यदि आप देखते हैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन सहानुभूति सूचना विज्ञान सत्य तालिका ये कुछ शब्द हैं मुझे लगता है कि हर विषय में आप बड़ी संख्या में ऐसे शब्दों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जो उस पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट हों अधिक विशिष्ट विवरण जैसे वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं शहद की चिपचिपाहट 211 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10000 cP होती है प्लैंक कांस्टेंट Planck's constant 6626 है और विषम गुणक 10 गुणा बढ़कर प्रति सेकंड 34 मीट्रिक वर्ग किलोग्राम है मनुष्य का लगभग 98 प्रतिशत जीन चिम्पांजी के साथ मेल खाती है चूहों के साथ 92 प्रतिशत ज़ेबरा मछली के साथ 76 प्रतिशत और फल मक्खियों के साथ 51 प्रतिशत ये फेक्चुअल जानकारी है अब थोड़ा और मुश्किल पर आते हैं जबकि हर कोई यह कहते हुए बहुत सहज प्रतीत होता है कि कांसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं हर विषय में बहुत सी कांसेप्ट होती हैं मैंने हमेशा पाया कि जब किसी को कांसेप्ट को परिभाषित करने के लिए नीचे रखा जाता है तो उन्हें कुछ कठिनाई होती है अब हम कांसेप्ट की एक औपचारिक परिभाषा को देखते हैं एक कांसेप्ट सभी संस्थाओं घटनाओं को दर्शाती है और परिभाषाओं का उपयोग करके किसी श्रेणी या वर्ग में संबंध हैं अब अमूर्त तरीके से यदि आप इसे देखते हैं तो आप तत्वों का एक समूह एकत्र करते हैं और आप उस पर एक लेबल दे रहे हैं और मेरे पास कुछ तंत्र है जिसके द्वारा कोई भी तत्व दिया गया है मुझे यह निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए कि यह इस समूह से संबंधित है या नहीं आइए हम एक कांसेप्ट का एक उदाहरण लेते हैं उदाहरण के लिए पेड़ की तरह एक बहुत ही साधारण चीज लें पेड़ एक कांसेप्ट है लेकिन पेड़ अगर आप उन सभी संस्थाओं को देखें जिन्हें पेड़ों के रूप में माना जा सकता है इसका मतलब है हम पेड़ों की व्यक्तिगत प्रजातियों के बीच सभी मतभेदों को नजरअंदाज करने को तैयार हैं आपके पास एक आम का पेड़ है आपके पास एक नारियल का पेड़ है आपके पास कोई दूसरा पेड़ है लेकिन हम उन सभी को पेड़ कहते हैं तो वह इकाई यदि आप इसे पेड़ कहना चाहते हैं तो यह एक तरह का कांसेप्ट है लेकिन अब पेड़ों के संबंध में भी मैं एक आम के पेड़ के रूप में कुछ कह सकता हूं लेकिन एक बार फिर जब मैं आम के पेड़ को एक कांसेप्ट के रूप में कहता हूं तो मैं विभिन्न प्रकार के आम के पेड़ों के बीच के मतभेदों को नजरअंदाज करने को तैयार हूं इसलिए मैं आम के पेड़ नामक तत्वों का एक समूह बना रहा हूं और इसे आम के पेड़ के नाम से एक लेबल के रूप में बुला रहा हूं तो यह आगे बढ़ सकता है और इसी तरह यदि आप पत्ती का कांसेप्ट लेते हैं तो मैं एक पत्ते के रूप में कुछ पहचान सकता हूं लेकिन सभी पत्तियां समान नहीं हैं तो कुछ अर्थों में मेरे पास कुछ गुण हैं जो कुछ को संतुष्ट करने के लिए एक पत्ते कहलाते हैं इसलिए हम अन्य कांसेप्ट की कोशिश कर सकते हैं जैसे हम एक कुर्सी को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कुर्सी एक कांसेप्ट है या आप कप जैसी सामान्य वस्तु की तरह चीज़ ले सकते हैं कप भी एक कांसेप्ट है क्योंकि कई प्रकार के कप हैं जब हम उन सभी की दुकान पर जाते हैं तो हम उन्हें कप कहते हैं आप कुर्सी या कप जैसी सरल कांसेप्ट को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं जैसा कि हमने अभी कहा कांसेप्ट अमूर्त हैं कि वे अपने विस्तार में चीजों के अंतर को छोड़ देते हैं जैसे अगर आप एक कप के बारे में कुछ बात करते हैं जब मैं एक कप देखता हूं तो मैं एक कप के रूप में पहचानने में सक्षम हूं क्योंकि दो कप उनके आकार रंगों के संदर्भ में एक दूसरे से बहुत भिन्न हो सकते हैं आपके पास चीजों या आकारों का एक पूरा समूह है और फिर भी हम पहचानने में सक्षम हैं उन्हें उसी श्रेणी से संबंधित है जिसे कप कहा जाता है और क्लासिकल कांसेप्ट सार्वभौमिक हैं इसमें वे अपने विस्तार में हर चीज पर समान रूप से लागू होते हैं और कांसेप्ट प्रस्ताव के मूल तत्व भी हैं उसी तरह एक शब्द एक वाक्य का शब्दार्थ तत्व है तोकैसे आप एक वाक्य बनाते हैं आपके पास कई शब्द हैं और आप उन्हें कुछ नियमों के अनुसार एक साथ रखते हैं और फिर यह एक वाक्य बन जाता है लेकिन पहले आपके पास शब्द होने चाहिए इसलिए कांसेप्ट शब्दों की तरह हैं और फिर मैं दो या अधिक कांसेप्ट को एक साथ रखना शुरू कर सकता हूं हम इसे एक सिद्धांत कहते हैं इसका मतलब है कि एक सिद्धांत दो या अधिक कांसेप्ट को एक साथ डाल रहा है ताकि कुछ समझ में आए उदाहरण के लिए फोर्स एक कांसेप्ट है एक्सीलरेशन एक कांसेप्ट है मांस एक कांसेप्ट है लेकिन जब मैं F ma कहता हूं तो यह एक सिद्धांत या एक कानून बन जाता है और यही हम देख रहे हैं उस सीमा तक जब मैं कहता हूं कि फोर्स इक्वल टू मांस मल्टीप्लाई एक्सलरेशन और मैंने एक वाक्य बनाया लेकिन मैंने तीन कांसेप्ट को एक साथ किया और अब यह एक कानून या एक सिद्धांत बन जाता है लेकिन हम अभी भी उदाहरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं कांसेप्चुअल नॉलेज में श्रेणियों और वर्गीकरणों और उनके बीच के संबंधों का ज्ञान शामिल है जिसे हम सिद्धांत कहते हैं कभी कभी हम स्कीमा या मानसिक मॉडल या अंतर्निहित या स्पष्ट सिद्धांत भी कह रहे हैं यदि आपके पास है उदाहरण के लिए न्यूटन के गति के नियम इसका मतलब है तीन कानून जो आप एक साथ रखते हैं और आप एक लेबल देते हैं तो आप इसे एक मानसिक मॉडल कह सकते हैं या आप इसे स्कीमा कह सकते हैं इसलिए स्कीमा मॉडल और सिद्धांत दर्शाते हैं कि किसी विशेष विषय को कैसे व्यवस्थित और संरचित किया जाता है आप कोई भी विषय लें इसलिए यहां तक कि एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए आप कुछ कांसेप्ट की पहचान करते हैं उन्हें एक लेबल देते हैं और ठीक ठीक आप प्रत्येक शब्द की एक परिभाषा देते हैं जिसे आपने चुना है और आप कहते हैं कि ये शब्द आपके विषय के संबंध में कैसे संबंधित हैं और यह एक स्कीमा बन जाता है या आपके लिए एक मॉडलI तो कांसेप्चुअल नॉलेज में यह भी शामिल है कि सूचना के विभिन्न भागों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है और अधिक व्यवस्थित तरीके से आपस में जुड़ा होता है और ये भाग एक साथ कैसे कार्य करते हैं यह सब कांसेप्चुअल नॉलेज है अब कांसेप्चुअल नॉलेज के नमूने फोर्स एक्सीलरेशन वेलोसिटी मास वोल्टेज करंट टेंपरेचर एन्ट्रापी स्ट्रेस स्ट्रेन डेंसिटी जीन क्लोन आप सभी विषयों से ऐसी किसी भी कॉन्सेप्ट्स को सूचीबद्ध कर सकते हैं या आप एक सिद्धांत के बारे में बात कर सकते हैं विकास का सिद्धांत न्यूटन के गति के नियम कोशिका विभाजन ऊष्मप्रवैगिकी के नियम ये सभी कांसेप्चुअल नॉलेज हैं मैं इसे पदानुक्रम कहूंगा लेकिन वे चीजें एक साथ हैं एक साथ रखे गए कुछ सिद्धांत कानून या एक सिद्धांत या एक मॉडल या स्कीमा बन जाते हैं तो इसे ही हम कांसेप्चुअल नॉलेज कहते हैं अब प्रोसीजरल नॉलेज समझने में काफी सरल है यह कुछ करने का ज्ञान है यह अक्सर एक श्रृंखला या चरणों के अनुक्रम का रूप लेता है अब प्रोसीजरल नॉलेज में कौशल शामिल होंगे कैसे कुछ किया जाना है एल्गोरिदम तकनीक और विधियां जिन्हें सामूहिक रूप से प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है किसी दिए गए प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए निर्धारित मानदंडों का ज्ञान भी शामिल है न केवल प्रक्रिया बल्कि प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए निर्धारित मापदंड का ज्ञान यह एक विशेष विषय वस्तु या अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट या सार्थक है एक विशेष प्रक्रिया जिसमें एक विषय शामिल होता है वह किसी अन्य विषय में लागू नहीं हो सकता है क्योंकि स्वीकार्य प्रक्रिया किसी भी तरह से उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों द्वारा उस विषय के संबंध में सामूहिक रूप से तय की जाती है प्रोसीजरल नॉलेज के उदाहरण साधारण अंतर समीकरण को हल करना कॉपलनार बलों के दिए गए सेट के परिणाम का निर्धारण करना किसी दिए गए विद्युत परिपथ में करंट का निर्धारण करना भिन्नात्मक आसवन जीनोम अनुक्रमण या बस अंग्रेजी में एक्टिव लिसनिंग ये सभी प्रोसीजरल नॉलेज के उदाहरण हैं अब आपके पास मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है हमारे पास निम्नलिखित इकाई में विस्तार से नॉलेज की इस श्रेणी का पता लगाने का अवसर होगा लेकिन मेटाकोग्निटिव नॉलेज जिस चौथी श्रेणी के बारे में हमने बात की है वह सामान्य रूप से अनुभूति के बारे में ज्ञान के साथ साथ किसी के स्वयं के अनुभूति के बारे में ज्ञान के बारे में जागरूकता है इसलिए हम इसे मेटा कहते हैं कि आप अपने स्वयं के अनुभूति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं अब हम कुछ नमूने दे सकते हैं जैसा कि हमने कहा कि हम बाद की इकाई में इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे मेटाकोग्निटिव नॉलेज के तत्व उदाहरण के लिए जब किसी कार्य को हाथ से कार्य करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो हर कोई समान तरीके से या सही तरीके से नहीं कर सकता है उस हद तक मेटाकोग्निटिव नॉलेज जो हाथ में एक कार्य का आकलन करने की क्षमता है अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों कोग्निटिव कमजोरियों का मूल्यांकन और एक उचित दृष्टिकोण की योजना बनाना है आप कैसे समस्या हल करेंगे रणनीतियों को लागू करना और प्रदर्शन की निगरानी करना क्या मैं कुछ सीखने की रणनीति लागू कर सकता हूं और क्या मैं अपने स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी कर सकता हूं कि मैंने कितना अच्छा सीखा है अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित और समायोजित करना बुद्धि और सीखने के बारे में विश्वास ये मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के कुछ तत्व हैं और यह मेटाकॉजिटिव नॉलेज एक सीखने वाले से दूसरे में अलग अलग हो सकता है अब कोई कॉग्निटिव डोमेन के टैक्सोनॉमी को अधिकृत कर सकता है जनरल हम अभी तक अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन नहीं देख रहे हैं हम बाद की इकाइयों में ऐसा करेंगे लेकिन अभी तक लर्निंग और टीचिंग और एसेसमेंट में कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन हैं और हमने जो देखा है वह है कॉग्निटिव डोमेन में आयाम हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस और नॉलेज कैटिगरीज इसे सामान्य क्यों कहते हैं नॉलेज की इन चार श्रेणियों को सभी प्रकार की गतिविधियों में सामान्य माना जाता है लेकिन इंजीनियरिंग जैसे विषयों में नॉलेज की अतिरिक्त श्रेणियां हैं क्योंकि वास्तव में नॉलेज की अन्य श्रेणियां हैं जो इंजीनियरिंग के लिए विशिष्ट हैं क्योंकि हम उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं कि हम उन्हें सामान्य श्रेणियों के रूप में कहते हैं लेकिन ये चार श्रेणियां किसी भी विषय के लिए सामान्य हैं फिर कॉग्निटिव प्रोसेसेस 6 हैं इसलिए कॉग्निटिव डोमेन के वर्गीकरण को अधिकृत किया जा सकता है इस उपकरण में कॉन्सेप्ट मैप में अधिकृत किया जा सकता है जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो आप केवल एक श्रेणी या नॉलेज के एक टुकड़े से संबंधित नॉलेज तत्वों के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो कोई विशुद्ध रूप से फेक्चुअल नॉलेज तत्वों या फेक्चुअल कांसेप्चुअल और मेटाकॉग्निटिव के तत्वों या फेक्चुअल कांसेप्चुअल मेटाकॉग्निटिव और प्रोसीजरल तत्वों से निपट सकता है इसलिए यह लर्निंग की विशेष वस्तु या विशेष लर्निंग की गतिविधि पर निर्भर करता है जबकि कॉग्निटिव प्रोसेस की पहचान की जाती है नॉलेज तत्व कई हो सकते हैं एक और दिलचस्प बात यह है कि सीखने वाला भले ही मेटाकॉग्निटिव तत्वों से नहीं जूझ रहा हो प्रशिक्षक को सीखने की घटनाओं को व्यवस्थित करने और डिजाइन करने में मेटाकॉग्निटिव तत्वों से निपटना पड़ता है तो प्रशिक्षक के लिए मेटाकॉग्निटिव तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह सीखने की घटनाओं निर्देश को डिजाइन कर रहा है यह महत्वपूर्ण हो जाता है और फिर से किसी को भी मेटाकॉग्निटिव तत्वों पर कितना ध्यान देने की आवश्यकता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कक्षा में किस तरह के शिक्षार्थी हैं अब कुछ अभ्यासों के लिए हम आपको निम्न करवाना चाहेंगे आपके द्वारा सिखाए गए या परिचित कोर्स से तीन फेक्चुअल तत्वों को सूचीबद्ध करें आपके द्वारा सिखाए गए या परिचित कोर्स से तीन कांसेप्ट को सूचीबद्ध करें आपके द्वारा सिखाए गए या परिचित कोर्स से तीन सिद्धांतों को सूचीबद्ध करें आपके द्वारा सिखाए गए या परिचित कोर्स से तीन प्रोसीजर्स को सूचीबद्ध करें प्रशिक्षक के साथ साझा करने के लिए धन्यवाद मेटाकोग्निटिव नॉलेज पर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है हम यूनिट 11 में आप को मेटाकोग्निटिव नॉलेज की प्रकृति को समझने में अधिक समय बिताना होगा धन्यवाद